बौद्धिक संपदा का अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसे परंपरागत रूप से विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाता था बौद्धिक संपदा कानून भारत में एक कानूनी विषय के तौर पर लाया गया और इसी के साथ बौद्धिक संपदा कानून भी विकसित हुआ और इसे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है अब आप देखेंगे कि बौद्धिक संपदा अधिकार मुख्य रूप से तीन चीजों से संबंधित है पहला यह अधिकारों के बारे में बात करता हैयह उन अधिकारों के निर्माण के बारे में बात करता है यह उन्हें लागू करने के बारे में बात करता है अधिकार निर्माण और लागू करना यह सब बौद्धिक संपदा कानून के दायरे में आते हैं क्योंकि यह एक कानूनी विषय है यह वकीलों और कानून के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है इसके अतिरिक्त ज्ञान की एक और शाखा है जो बौद्धिक संपदा अधिकारों में रुचि दिखाती है उसे मैनेजमेंट के हिस्से के रूप में भी देखेंगे इस प्रकार आप देखते हैं कि मैनेजमेंट स्कूल का प्रबंधन करने पर ध्यान देता है इसलिए हम इन अधिकारों को लागू करने के महत्वपूर्ण पक्ष को नहीं देखते कि कैसे इनका उल्लंघन होता है और कैसे यह अधिकार बनाए जाते हैं यहां पूरा ध्यान इनके प्रबंधन पर होता है यदि आप कुछ छात्रवृत्ति देखें तो यह एक रोचक विश्लेषण होगा कि किस प्रकार सीमित जीवन बौद्धिक संपदा को असीमित जीवन बौद्धिक संपदा में परिवर्तित किया जाता है प्रबंधक को यह मुख्य बात पता होनी चाहिए क्योंकि पेटेंट कॉपीराइट और डिजाइन की तरह अधिकार की भी सीमित जीवन आईपी में बदल सकते हैं इसलिए इस कक्षा में हम बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रबंधन की बात बड़े विस्तार से करेंगे